नमस्कार विद्यार्थियों तो पिछली कक्षा में हमने अनिश्चित समाकल की अवधारणाओं पर ध्यान दिया था और आप कैसे दिखाते हैं कि वे अनिश्चित समाकल कन्वर्जेंट हैं या नहीं तो हम जानते हैं कि हम एक समाकल को एक अनिश्चित समाकल के रूप में कहते हैं जब आपके पास निचली सीमा या ऊपरी सीमा की तरह की समस्या है उदाहरण के लिए यदि सीमाओं में से कोई एक सीमा−∞ या ∞ है या यदि आपके पास किसी प्रकार की असीम डिस्कंटीन्यूटी है तो उन समाकल को अनिश्चित समाकल मे वर्गीकृत किया जाता है फिर अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से आप उनके कन्वर्जेंस को दिखाने में सक्षम हो सकते हैं फिर कई परीक्षण हैं और हमने कुछ परीक्षण भी किए हैं जिनकी मदद से हम एक अनिश्चित समाकल की कन्वर्जेंस को दिखाने में सक्षम हो सकते हैं इसलिए यह आखिरी व्याख्यान तक था आज हम अपने समाकलन खंड में एक नए विषय पर जाएंगे जो मूल रूप से बीटा और गामा फ़ंक्शन है तो मूल रूप से इस विषय बीटा और गामा फंक्शन को देखेंगे तो हम मूल रूप से आज बीटा और गामा फ़ंक्शन में देखेंगे और हम उनके गुणों कन्वर्जेंस और बीटा और गामा फ़ंक्शन से संबंधित कुछ अन्य परिणामों पर गौर करेंगे तो हम गामा फ़ंक्शन की परिभाषा के साथ शुरू करते हैं तो शुरू करने के लिए हमारा अध्याय 3 है अध्याय 3 बीटा और गामा फ़ंक्शन है और हम मूल रूप से गामा फ़ंक्शन के साथ शुरू करेंगे तो समाकल को इस तरह से परिभाषित किया गया है 0∞𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥जहां 𝑛 0 एक गामा फंक्शन कहा जाता है और यह Γ से दर्शाया जाता है और इसलिए यह एक बड़ा ग्रीक शब्द Γ है और इसको हम Γ 0∞𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 लिखेंगेजहां n एक धनात्मक संख्या है और पिछली कक्षा में हमने देखा कि यह गामा समाकल या गामा फ़ंक्शन सभी n 0 के लिए कन्वर्जेंट है इसलिए हम एक टिप्पणी कर सकते हैं 1 हमने अभी पिछली कक्षा में देखा Γ प्रत्येक n 0 के लिए कन्वर्जेंट है तो यह पहली टिप्पणी है और कई गुण हैं जिन्हें हम इस गामा समाकल के साथ जोड़ सकते हैं और जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं इसलिए मुझे इसे गुणों के रूप में लिखने दें तो पहला गुण है Γ 1 और यह देखने के लिए बहुत सीधा है तो इसे साबित करने के लिए मान लीजिए यह हमारा गुण 1 है तो यह साबित करने के लिए मैं Γ 0∞ 𝑥 1−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 लिख सकती हूं अबइसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है0∞𝑥 0𝑒 −𝑥𝑑𝑥 और इसलिए हम इसके साथ खत्म करेंगे0∞𝑒 −𝑥𝑑𝑥 अबइंटीग्रेशन के बाद हम यह प्राप्त करेंगे B∞−𝑒 −𝑥 0𝐵 तो यह B∞ −𝑒 −𝐵 𝑒 0 होगा तो जब B ∞पर जाता है तो 𝑒 −𝐵 मूल रूप से 0 के बराबर होगा इसलिए यह पद 0 पर जाएगा और चूंकि यह पद एक स्थिर है यह सीमा से अप्रभावित रहेगा और इसलिए हमारे पास 𝑒 0 होगा जो मूल रूप से 1 है और यह पहला गुण है कि Γ का मूल्य 1 होगा तो यह गुण सत्यापित है इसके बाद हम यह साबित करेंगे कि दूसरा गुण है गुण 2 Γ𝑛 𝑛 − 1Γ𝑛 − 1 तो आइए देखें कि हम यह कैसे साबित कर सकते हैं तोसब से पहले परिभाषा के द्वारा हमारे पास Γ 0∞𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है B∞0B𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 और अब हम भागों में इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसलिए अगर मैं इसे भागों में इंटीग्रेट करती हूं तो मुझे भागों द्वारा एक छोटे ब्रैकेट इंटीग्रेशन में लिख लेने दीजिए इसलिए अगर मैं इसे भागों मैं इंटीग्रेट करती हूं तो हमारे पास यह होगा B∞ −𝑥 𝑛−1𝑒 −𝑥0 𝐵 − 𝑛 − 1 0B 𝑥 𝑛−2 −𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 तो यहाँ हमारे पास होगा B∞ −𝐵 𝑛−1𝑒 −𝐵 0 𝑛−1𝑒 −0 𝑛 − 1 0B 𝑥 𝑛−2𝑒 −𝑥𝑑𝑥 तो अब यहाँ इसे एक करली ब्रैकेट में डाला जा सकता है तो जब 𝐵 → ∞ यह पूरा पद 0 पर जाएगा क्योंकि यह अनंत तक जाएगा और यह 0 पर जाएगा इसलिए अंततः यह गुना 0 पर जाएगा और यह वैसे भी 0 है इसलिए हमारे पास यह बचा 𝑛 1 B∞0B𝑥 𝑛−1−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 तो संक्षेप में हम इसे इस तरह से लिख सकते है 𝑛 − 10∞𝑥 𝑛−1−1𝑒 −𝑥𝑑𝑥 अब यह और कुछ भी नहीं है बस एक परिभाषा है इसलिए यदि मैं n को 𝑛 1 से प्रतिस्थापित करती हूं तो यह Γ𝑛 − 1 के लिए परिभाषा बन जाएगी तो हम Γ 𝑛 को Γ𝑛 − 1 से प्रतिस्थापित करते हैं तो उस स्थिति में यह Γ𝑛 − 1 की परिभाषा होगी जो मूल रूप से Γ 𝑛 𝑛 1 Γ है और इसलिए यह वही है जिसे हमें साबित करने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरा गुण स्थापित है अब हमारे पास तीसरा गुण है तो गुण 3 जो मूल रूप से Γ𝑛 𝑛 − 1 जहां n धनात्मक पूर्णांक है तो आप जानते हैं कि उदाहरण के लिए एक फैक्टोरियल का क्या मतलब है 5 54321 तोयह हम फैक्टोरियल से मतलब रखते हैं तो आप संख्या को एक के बाद एक पिछले नंबर से गुना करते है और यह आपको उस विशेष संख्या का फैक्टोरियल देगा तो यहाँ इस मामले में हम कहते हैं कि Γ𝑛 𝑛 − 1 तो यह देखने में बहुत सीधा है तो गुण 2 से हमारे पास Γ𝑛 𝑛 − 1Γ𝑛 − 1 है अब मैं इसे Γ𝑛 − 1 𝑛 − 2Γ𝑛 − 2 लिखने के लिए आईट्रैटीव सूत्र कहने के लिए उपयोग करती हूं तो Γ𝑛 − 1 के लिए इस सूत्र को इस प्रकार के सूत्र से बदला जा सकता है तो मैं जो कर रही हूं वह Γ𝑛 𝑛 − 1𝑛 − 2Γ𝑛 − 2 लिख सकती हूं इसी तरह से मैं आगे बढूंगी और मैं Γ𝑛 𝑛 − 1𝑛 − 2 Γ𝑛 − 𝑛 − 1 लिखने के काबिल बन जाऊंगी और यह फिर Γ हो जाएगा और Γ का मान 1 गुना Γ हो जाएगा और Γ का मान 1 होगा तो यहाँ Γ𝑛 𝑛 − 1𝑛 − 2 1 तो आप देखते हैं कि हमारे पास मूल रूप से 𝑛 − 1𝑛 − 2𝑛 − 3 1 है और इसलिए इसे 𝑛 − 1 के रूप में लिखा जा सकता है और यह वही है जिसे हमें यह साबित करना चाहते हैं कि Γ तो हम देख सकते हैं कि यह Γ इस प्रकार के सूत्र का अनुसरण करता है इसलिए गामा फ़ंक्शन के बाद हम बीटा फ़ंक्शन की परिभाषा पर गौर करेंगे और हम इसके गुणों का विश्लेषण करने का भी प्रयास करेंगे कि हम कैसे परिभाषित करते हैं कि क्या हम यह साबित कर सकते हैं कि यह कन्वर्जेंट है या नहीं कुछ इस तरह की चीजें तो चलिए हम अपना अगला विषय बीटा फंक्शन शुरू करते हैं तो इस तरह के समाकल 01 𝑥 𝑚−1 1 − 𝑥 𝑛−1 𝑛 0 और 𝑚 0 के लिए को बीटा फ़ंक्शन कहते है और इसे Β 𝑚 𝑛 01 𝑥 𝑚−1 1 − 𝑥 𝑛−1 द्वारा दर्शाया जाता है कुछ लोग इसे B लिखने के बजाय 𝛽 के रूप में भी लिखते हैं वे 𝛽 प्रतीक का उपयोग करते हैं क्योंकि इसे बीटा फ़ंक्शन कहा जाता है लेकिन हम इस समाकल के लिए B लिखेंगे और यहाँ हम देख सकते हैं कि यह एक अनिश्चित समाकल है क्योंकि जब n 1 है तो उस स्थिति में यह पावर तक कुछ नकारात्मक हो जाएगा और यदि हमारे पास 1 𝑥 पावर कुछ नकारात्मक है तो वह विभाजक में आ जाएगा ताकि वह पावर में कुछ सकारात्मक हो जाए और x 1 पर हमारे पास एक डिस्कंटीन्यूटी बिंदु होगा तोx 1 पर जब n 1 है तब हमारे पास अनंत डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु होगा बिल्कुल उसी तरह से x 0 पर जब m 1 होगा तो हमारे पास अनंत डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु होगा तो बिंदु x 0 और x1 पर m और n दोनों 1 से कम के लिए हमारे पास अनंत डिस्कंटीन्यूटीका बिंदु है तो B 𝑚 n एक अनिश्चित समाकल है अब इसकी कन्वर्जेंसदिखाने के लिए हम उन चरणों का पालन करेंगे जो हमने गामा फ़ंक्शन के मामले में किए थे और हम दिखा सकते हैं कि यह बीटा फ़ंक्शन कन्वर्जेंट है तो हम समाकल को विभाजित करते हैं 01f 𝑑𝑥 012 f𝑥 121f𝑑𝑥 इसलिए हमारे पास इन सब इंटीग्रल्स में से प्रत्येक में केवल एक ही असातत्य बिंदु है और फिर हम 0 और 1 पर कन्वर्जेंससिद्ध करते हैं और हम देख सकते हैं कि ये दोनों उप इंटीग्रल्सकन्वर्जेंट हैं और इसलिए संपूर्ण बीटा फ़ंक्शन कन्वर्जेंट होगा इसलिए मैं उस कार्य को छात्रों तक छोड़ देती हूं और आप किसी भी पुस्तक को प्रमाण के लिए देख सकते हैं यह उसी तरह के चरणों के समान है जैसे हमने गामा फ़ंक्शन के लिए किया था आज हम बीटा फ़ंक्शन के कुछ गुणों का विश्लेषण करने जा रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं तो पहला गुण तोगुण 1 जो Β m n Bn 𝑚 है तो इसका मतलब है कि आप सूचकांकों को बदल सकते हैं और यह तब भी वैसा ही रहेगा आइए देखते हैं तो सबूत या समाधान इस तरह होगा तोB𝑚 𝑛 01 𝑥 𝑚−1 1 − 𝑥 𝑛−1 जहाँ हमारे m और n दोनों धनात्मक संख्याएँ हैं अब अगर मैं x को प्रतिस्थापि करती हूं तो उस स्थिति में हमारे पास 𝑑𝑥 dz होगा और जब x 0 होगा तो 𝑧 1 और जब 𝑥 1 होगा तो z 0 इसलिए हमारा Βm 𝑛 समाकल 011 − 𝑧 𝑚−1 𝑧 𝑛−1𝑑𝑧 मे बदल जाएगा अब क्योंकि हम समाकलन की एक छोटा सा गुण जानते हैं कि अगर आपके पास ab𝑓𝑥𝑑𝑥 है तो यह समाकल ba 𝑓𝑥𝑑𝑥 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि यह नकारात्मक मूल रूप से पुनः समा जाएगा जब आप एक तरह से इंटीग्रेशन की सीमा बदल रहे हैं इसलिए यहां हमारे पास a से b है अगर हम सीमा बिंदुओं को a से b से b से a में बदल देते हैं तो उस स्थिति में यह नकारात्मक पुन समा जाएगा तोहम यहाँ भी वही काम करेंगे और फिर यह 01 𝑧 𝑛−1 1 − 𝑧 𝑚−1 मे बदल जाएगा और यदि आप बीटा फ़ंक्शन की परिभाषा को देखते हैं तो x के बजाय हमारे पास z है और m के बजाय हम n है n के बजाय हमारे पास m है तो z मूल रूप से एक चर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम x का उपयोग कर रहे हैं या z इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हालाँकि आप देख सकते हैं कि m के बजाय हमारे पास n है और n के बजाय हमारे पास m है तो इसका मतलब है कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन Β𝑛 𝑚 की परिभाषा है क्योंकि सूचक स्विच किए जाते हैं तो यहाँ हमारे पास असल में Β𝑛 𝑚 है और यह दर्शाता है कि Β𝑚 𝑛 Β𝑛 𝑚 सभी m और n धनात्मक के लिए इसलिए पहला गुण कुछ इस प्रकार से है अब हम गुण 2 पर गौर करेंगे इसलिए दूसरा गुण कहता है कि Β𝑚 𝑛 20𝜋 2𝑐𝑜𝑠2𝑚−1𝜃𝑠𝑖𝑛2𝑛−1𝜃𝑑𝜃 है तो इसका मतलब है कि अब हम एक बीजगणितीय अभिव्यक्ति होने के बजाय इंटीग्रैंड में एक त्रिकोणमितीय अभिव्यक्ति है और इस त्रिकोणमितीय अभिव्यक्ति से देखने से यह बहुत सीधा है कि हमें अपने सूत्र में x के लिए किसी प्रकार का प्रतिस्थापन करना है Β𝑚 𝑛 −2 𝜋 20 𝑐𝑜𝑠2𝑚−2𝜃1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑛−1 cos 𝜃 sin 𝜃𝑑𝜃 तो हम यह साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि Β 𝑚 𝑛 01 𝑥 𝑚−1 1 − 𝑥 𝑛−1 जहाँ m और n दोनों धनात्मक हैं तो अब हम 𝑥 𝑐𝑜𝑠2𝜃 मान भरे और फिर यहाँ से 𝑑𝑥 −2𝑐𝑜𝑠𝜃 sin 𝜃𝑑𝜃 होगा और इसलिए हमारा Β𝑚 𝑛 −2 𝜋 20 𝑐𝑜𝑠2𝑚−2𝜃1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑛−1 cos 𝜃 sin 𝜃𝑑𝜃 तोआइए देखते हैं कि सीमा क्या होगी तो यहाँ जब 𝑥 0 तब 𝜃 𝜋 2 और जब x 1 तब 𝜃 0 तो इस समाकल को इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 𝜋 20 𝑐𝑜𝑠2𝑚−2𝜃𝑠𝑖𝑛2𝑛−2𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃𝑑𝜃 तो यह पद −2 𝜋 20 𝑐𝑜𝑠2𝑚−2𝜃𝑠𝑖𝑛2𝑛−2𝜃cos 𝜃 sin 𝜃𝑑𝜃 मे बदल जाएगी अब हम एक cosθ को यहां ला सकते है और फिर 2𝑚 2 1 2𝑚 1 मे बदल जाएगा तो यह −2 𝜋 20 𝑐𝑜𝑠2𝑚−1𝜃𝑠𝑖𝑛2𝑛−1𝜃 𝑑𝜃 मे बदल जाएगा अब हम उस सूत्र या गुण का उपयोग करेंगे जिसका हमने यहां उल्लेख किया है कि यदि आपके पास है − ab𝑓𝑥𝑑𝑥 तो यह इस तरह से ab𝑓𝑥𝑑𝑥 लिखा जा सकता है इसलिए मैं उस गुण का उपयोग कर सकती हूं और समाकल Β𝑚 𝑛 को 20𝜋 2 𝑐𝑜𝑠2𝑚−1𝜃𝑠𝑖𝑛2𝑛−1𝜃 𝑑𝜃 के रूप में लिखा जा सकता है और यह वही है जिसे हमें साबित करने की जरूरत है तो ये सूत्र कहते हैं कि हमारी बीजीय अभिव्यक्ति को इस बीटा फ़ंक्शन के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री कलअभिव्यक्ति में बदला जा सकता है अब हम अगला गुण लिखने में भी सक्षम बन गए हैं

हमें कुछ उदाहरणों को हल करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता होगी तो आइए देखें कि हम इसे कैसे साबित कर सकते हैं तो हमारे Β p12 q12 01 𝑥p12−1 1 − 𝑥 q12−1 𝑑𝑥 को जानते हैं और अब𝑥 cos2 x तो हमारे पास 𝑠𝑖𝑛𝑝𝑥 है तो हम 𝑥 sin2𝜃 स्थानापन्न करते हैं तो हम 𝑥 𝑠𝑖𝑛2𝜃 प्रतिस्थापित करते है तो फिर यह 𝑑𝑥 2 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜃 मे बदल जाएगा और जब x 0 है तब हमारे पास 𝜃 0 होगा और जब x 1 है तो 𝜃 𝜋 2 तो हमारा B p 12 q 12 समाकल0𝜋 2 𝑠𝑖𝑛𝜃 2 p1 22 1 − 𝑠𝑖𝑛2𝜃 q1 22 2 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜃 मे बदल जाएगा इसलिए यहां से पिछले उदाहरण की तरह हम मूल रूप से 𝑐𝑜𝑠2𝜃 𝑐𝑜𝑠2𝜃 प्राप्त करेंगे तो वर्ग और 2 यह रद्द हो जाएगा और यहाँ 2 और 2 रद्द हो जाएंगे तो हम मूल रूप से 20𝜋 2 𝑠𝑖𝑛𝑝−1𝜃𝑐𝑜𝑠𝑞−1𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃 𝑑𝜃 के साथ खत्म करेंगे क्योंकि sin यहाँ आ जाएगा तो यह 𝑠𝑖𝑛𝑝𝜃 1 cos में बदल जाएगा और यह 𝑐𝑜𝑠𝑞𝜃 में बदल जाएगा तो हमारे पास 2 0𝜋 2 𝑠𝑖𝑛𝑝𝜃𝑐𝑜𝑠𝑞𝜃𝑑𝜃 होगा चूंकि𝜃 सिर्फ एक चर है अगर मैं 𝜃z या 𝜃x डालती हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या विकल्प देती हूं इसलिए यदि मैं 𝜃 𝑧 या x को प्रतिस्थापित करती हूं तो जो भी मैं x का मान डालूंगी वह 𝜃 का मान होगा तो इसका मतलब है कि जब 𝜃 0 है x 0 है जब 𝜃 𝜋 2 है x 𝜋 2 है और यहां से and d𝜃 𝑑𝑥 है तो सब कुछ समान रहेगा और हम ऐसा मुख्य रूप से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 𝜃 यहां केवल एक चर है तो आइए चर राशि को बदल देते हैं और फिर यह 2 0𝜋 2 𝑠𝑖𝑛𝑝x𝑐𝑜𝑠𝑞x𝑑x में बदल जाएगा और यह वही था जो हम साबित करना चाहते थे

तो यह बीटा फ़ंक्शन का एक और गुण था और अगली कक्षा में हम वास्तव में बीटा और गामा फ़ंक्शन से संबंधित उदाहरणों पर काम करेंगे जहां हम इन गुणों का उपयोग करके Γ 12 या Γ 3 4 के मूल्य का मूल्यांकन करेंगे या Γ 34 गुना Γ 58 को तो कुछ इस तरह की उदाहरण तो इस तरह से हम किसी अंश के गामा या बीटा के मूल्य का मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकते हैं इसलिए हम अपनी अगली कक्षा में कुछ इस तरह की चीजों को करेंगे आपके समय के लिए शुक्रिया